छात्रों का स्वागत है तो हम मानक लागत के बारे में सीखने की प्रक्रिया में हैं और हम प्रश्नों को हल कर रहे हैं पिछली कक्षा में मैंने यहाँ प्रश्न पत्रक में दी गई 4 प्रश्नों में से 2 को हल कर दिया है पहला वाला बहुत सरल था कि हमें केवल 3 विचरणो की गणना करनी थी एक आगत और एक निर्गत के लिए और दूसरे मामले में हमने फिर से 3 विचरणो की गणना की लेकिन आगत एकाधिक था यानि अंतिम एक उत्पाद प्राप्त करने के लिए 3 उत्पाद ए बी और सी की जरुरत थी मैं आज तीसरी और चौथी प्रश्नों को करूँगा क्योंकि उनका उसका मतलब है विभिन्न प्रकार की स्थिति विभिन्न प्रकार की समस्या के साथ मुठभेड़ यहां हम सभी 5 विचरणो की गणना करेंगे यानि सामग्री मूल्य फिर लागत उपयोग मिश्रण और प्रतिफल विचरण और हम अपव्यय के मुद्दे को भी समायोजित करेंगे और फिर हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मानक अपव्यय है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि निर्गत के साथ आगत की तुलना करके हम ज्ञात कर सकते हैं जैसे कि हमने आगत की तीन इकाइयाँ दी हैं तो आप निर्गत की 1 इकाई की अपेक्षा कर सकते हैं इसका आशय है कि प्रक्रिया के दौरान एक अपव्यय है जो अपेक्षित है सामान्य अपव्यय है और हमें उसके लिए समायोजन करना होगा और फिर हमें विचरणो की गणना करनी होगी इसलिए इसका मतलब है कि मानक में ही अपव्यय समायोजन दिया गया है कि निर्गत की कुल इकाइयाँ हम जो दे रहे हैं और जो आगत दे रहे हैं तो अपव्यय कितना प्रतिशत है यह 10 प्रतिशत 15 प्रतिशत 20 प्रतिशत हो सकता है तो यह अपव्यय होगा तो आप तदनुसार उत्पादन की उम्मीद कर सकते हैं यदि आपको 3 इकाइयाँ मिलती हैं और माना कि अपव्यय 333 प्रतिशत है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि उत्पादन 2 इकाई होगा इसलिए तदनुसार हमें यह पता लगाना होगा कि अपव्यय क्या है और जो कुछ भी हमें दिया गया है पूर्वनिर्धारित अपव्यय प्रतिशत हमें उसे समायोजित करना होगा और उसके बाद हम देखेंगे कि अपव्यय के लिए समायोजन करने के बाद कोई भी विचरण नहीं होना चाहिए एक बार हम पहले ही इसके लिए समायोजन कर चुके हैं उसके बावजूद अगर विचरण है फिर इस मुद्दे को देखना होगा मामले को देखना होगा और मामले का हल करना होगा इसलिए इस स्थिति में हमें यहां यह करना है कि इस अपव्यय को समायोजित करना होगा या अपव्यय की समस्या का समाधान करना होगा और फिर हमें विचरण की गणना करनी होगी इसलिए उदाहरण के लिए इस तीसरी समस्या में यह यहाँ दिया गया है प्लाजा केमिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित एक रासायनिक मिश्रण की मानक लागत निम्नानुसार है ए की 8 टन सामग्री 40 रुपये प्रति टन और बी की 12 टन सामग्री 60 प्रति टन के हिसाब से सही है यह मानक लागत है और मानक प्रतिफल आगत का 90 है तो आप कह सकते हैं कि दिए गए आगत का 90 निर्गत होगा और 10 अपव्यय है जो अग्रिम में ज्ञात है और हमने पहले ही मानकों को समायोजित कर लिया है और हम जानते हैं कि अपव्यय आगत का 10 तक है तब यह अनुमन्य है कोई मुद्दा नहीं है लेकिन अगर यह इससे अधिक है तो यह चिंता का एक गंभीर कारण है इसी तरह हमें यहां अवधि के लिए वास्तविक लागत दिया गया है जो निम्नानुसार है सामग्री ए 10 टन 30 रुपये प्रति टन और सामग्री बी 20 टन 68 रुपये प्रति टन के हिसाब से और वास्तविक प्रतिफल कितना है 265 टन वास्तविक प्रतिफल 265 टन है तो इसका मतलब है कि दी गई जानकारी से आप वास्तविक और मानक लागत के मूल अंतर के बारे में जान सकते हैं हम 20 इकाइयों के स्तर पर मानक की बात कर रहे हैं जहां हमने उत्पाद A की 8 इकाइयों और उत्पाद B की 12 इकाइयाँ को आगत के रूप में लिया है और वास्तविक 30 है 10 और 20 का योग इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वास्तविक मामले में यह कोई भी राशि हो सकती है एक बार हमें निर्गत पता हो गया और अपव्यय का प्रतिशत फिर कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसलिए हम वास्तविक जानकारी के मद्देनजर मानक को अद्यतन कर सकते हैं और वर्तमान में मानक 20 साल के आगत के लिए है और वास्तविक 30 साल के आगत के लिए है इसलिए हम कह सकते हैं कि 20 इकाइयों से अपेक्षित निर्गत 90 प्रतिशत है इसी तरह 30 इकाइयों से कितनी निर्गत की उम्मीद है फिर से 90 प्रतिशत अर्थात आप 20 इकाइयों से अपेक्षित उत्पादन कितना होगा निकाल सकते है 18 इकाइयां और 30 इकाइयों से अपेक्षित उत्पादन 27 इकाइयां है लेकिन यहां जो वास्तविक उत्पादन हुआ है वह 265 टन है यानि यह अपव्यय अपेक्षित स्तर से अधिक है और अपव्यय को समायोजित करने के बाद अपेक्षित उत्पादन 27 इकाइयां है लेकिन यहां हमने पाया है कि वास्तविक उत्पादन 265 टन इकाइयां है इसलिए नियंत्रण उद्देश्य के लिए हमें कुछ विचरणो की गणना करनी होगी ताकि हम यह पता लगा सके कि वहाँ कितना अंतर है वहाँ कितना विचरण है और उस विचरण का कारण क्या है उन विचरणो के क्या कारण हैं और क्या वे नियंत्रणीय या बेकाबू थे और तदनुसार कार्यवाही करें इसलिए अब हम अपव्यय के मुद्दे को समायोजित करते हुए इस प्रश्न को हल करेंगे और फिर हम इस बारे में स्पष्ट हो जाएंगे कि यदि यह स्थिति उत्पन्न होती है जब आगत की कुछ अपव्ययों की अपेक्षा होती है तब हम विचरणो की गणना कैसे करते हैं तो इस मामले में हम पहले विचरण के साथ शुरू करेंगे और यह विचरण सामग्री लागत विचरण है यह सामग्री लागत विचरण MCV है इसलिए यदि आप इस सामग्री लागत विचरण की गणना करते हैं तो हम जानते हैं कि इस विचरण की गणना का सूत्र यह है सामग्री की मानक लागत है सामग्री की वास्तविक लागत यानि हमें 20 टन आगत के लिए मानक जानकारी दी गई है वास्तविक आगत 30 टन है तो हमें यहाँ यह करना है हमें मानक को संशोधित करना होगा ठीक है हमें मानक को संशोधित करना होगा क्योंकि आप 20 की तुलना 30 से नहीं कर सकते या 30 की 20 के साथ यह संभव नहीं है यदि आप 30 को नीचे 20 पर लाते हैं या आप 20 को बढांके 30 करते है लेकिन वास्तविक को मानक के अनुसार निचे लाना लाना संभव नहीं है तो आपको मानक को वास्तविक के समकक्ष बढ़ाना होगा और फिर हमें अपव्यय के दिए गए प्रतिशत के लिए समायोजन करना होगा और फिर सामग्री लागत विचरण की गणना करनी होगी अर्थात इसका आशय है इस मामले में हमें किसकी गणना करनी है हमें जो जरुरत है वह सामग्री की मानक लागत है सामग्री की मानक लागत सामग्री की वास्तविक लागत सामग्री की वास्तविक लागत तो यह सूत्र हमारे पास उपलब्ध है तो अब सामग्री की मानक लागत क्या है हमें सामग्री की मानक लागत ज्ञात करना होगा और फिर हमें सामग्री की वास्तविक लागत का भी पता लगाना होगा सामग्री की वास्तविक लागत सामग्री की वास्तविक लागत का पता लगाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह पहले से ही दिया गया हैं हमने कितना इस्तेमाल किया है 10 टन 30 रूपए प्रति टन की दर से और 20 टन 68 रूपए प्रति टन की दर से यह हमें दिया हुआ है और हम आसानी से कुल वास्तविक लागत पता कर सकते है यदि आप कुल वास्तविक लागत की गणना करते हैं तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं लेकिन पहले 30 टन के आगत के लिए मानक लागत क्या है इसकी गणना करते हैं तो इस मामले में इसका मतलब है कि यदि आप मानक लागत की गणना करते हैं तो हम क्या कह रहे हैं अगर मैं आपको यह संख्या दूं यह संख्या 1531 घटाव सामग्री की वास्तविक लागत है यदि आप सामग्री की वास्तविक लागत की गणना करते हैं तो यह 1660 आता है तो आप कह सकते हैं कि यह फिर से उच्चतर है यह रुपये है और यह भी रुपये है तो यह विचरण कितना होगा यह सामग्री लागत विचरण 129 रुपए प्रतिकूल के रूप में सामने आएगी 129 प्रतिकूल अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस 1531 की गणना कैसे की है और यह आपके लिए बहुत स्पष्ट है कि यह आंकड़ा कैसे आएगा तो आइए समझते हैं कि मैंने इस मानक लागत 1531 की गणना मानकों में दी गई वास्तविक जानकारी को देखते हुए कैसे की है इसलिए हमें अब गणना करनी होगी हमें यहां यह करना है कि आपको मानक को संशोधित करना होगा क्योंकि वास्तविक आगत के मामले में यदि आप 10 या 20 से सीधे 30 पर जाते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि वास्तविक निर्गत कितनी होनी चाहिए जो कि 30 का 10 3 है यह 27 इकाइयां होना चाहिए लेकिन यह 265 ही हुआ है तो इसका मतलब है कि आप वास्तविक निर्गत के आलोक में मानक को बढ़ाते हैं और वास्तविक निर्गत 27 इकाई नहीं है वास्तविक उत्पादन 265 इकाई है इसलिए हम देखते है कि मानक को संशोधित किया जाएगा लेकिन यह निर्गत की 27 इकाइयों से कुछ कम रहेगा तो पहले यह समझें कि हम सामग्री की कुल आवश्यकता और मानक लागत इनकी गणना कैसे करते हैं तो मैंने यह 1531 कैसे निकाला है यह मानक लागत है एक वास्तविक निर्गत के लिए सामग्री की मानक लागत 265 टन वास्तविक उत्पादन के लिए सही है यह कितना होगा यह बराबर है मैं कह रहा हूं कि यह 1531 है यह कैसे है हमने इसे कुछ इस तरह प्राप्त किया है उदाहरण के लिए कहें वर्तमान जानकारी क्या है मानक उत्पादन की मानक लागत यदि आप मानक उत्पादन की मानक लागत की गणना करते हैं तो पहले हम 265 टन के वास्तविक उत्पादन के लिए सामग्री की मानक लागत की गणना करते हैं अब मैंने इसे 1531 पाया है मैंने यह कैसे किया है 1040 को 18 से विभाजित किया गया है और कितने से गुणा किया गया है वास्तविक प्रतिफल वास्तविक उत्पादन कितना है 265 टन तो यदि आप इसे हल करते हैं तब यह 1531 आता है तो अब यह 1040 है हम 1040 पर कैसे पहुचे हैं तो आप इसका पता लगा सकते हैं क्योकि मानक लागत मानक उत्पादन की मानक लागत मानक उत्पादन की मानक लागत कितनी है 8 टन कितने रुपये की दर से यह हमें 40 रुपये दिया हुआ है 8 टन 40 की दर से यह 320 रुपये होता है और दूसरा 12 टन कितने की दर से है यह हमें मालूम है इस मामले में यह जानकारी दी हुई है कि सामग्री B 12 टन कितने की दर से है यह 60 रुपये की दर पर है इसलिए मानक उत्पादन की मानक लागत की गणना कर रहे हैं 40 रूपए प्रति टन की दर से 8 टन जो हमें दी हुई है तो ए के लिए कुल राशि कितनी होगी यहां कौन सी सामग्री दी हुई है वह सामग्री ए है इसलिए सामग्री ए 40 की दर से 8 टन है जो 320 होता है और सामग्री बी 60 की दर से 12 टन है तो यह कितना होता है 720 सही है तो यह कुल कितना है यह 1040 है और कितने टन के लिए है यह 20 टन है सही है जो 1040 के बराबर है अब इस मामले में हमें पहले से ही दिया गया है कि अपव्यय क्या है घटाव अपव्यय आप यहाँ लिखें घटाव अपव्यय तो यहाँ कितना अपव्यय दिया हुआ है यह 2 है आप कोष्ठक में 10 रख सकते है तब अंततः 1040 की लागत कितनी इकाइयों के लिए है आप निर्गत की उम्मीद कर सकते हैं अंत में आप कह सकते हैं कि हम यहाँ जिसे निकाल रहे हैं वह मानक उत्पादन की मानक लागत है इसलिए आप यहाँ लिखे आप पता लगाने में सक्षम होंगे 20 टन आगत देने पर निर्गत 18 टन होगा 10 अपव्यय यानी 2 इकाई को समायोजित करने के बाद इसलिए यह लागत 1040 1040 के बराबर होगी इसलिए मैंने किसकी गणना की है 265 टन के वास्तविक उत्पादन के लिए सामग्री की मानक लागत तो आप आसानी से इसे ज्ञात कर सकते हैं यानि 1040 को 18 से विभाजित किया गया है और कितने से गुणा किया गया है जो वास्तविक है और वह क्या है वास्तविक 265 है इसलिए हम वास्तविक निर्गत के आलोक में मानक को संशोधित कर रहे हैं और यह कितना होगा यह होगा 1040 भाग 18 गुणा 265 जो 1531 होगा अतः मैंने इसे 1531 लिया है यह 1531 है जो मैंने इस तरह से लिया है मैंने इस तरह से गणना की है तो आपको यह करना है कि पहला आपको संख्या को समायोजित करना होगा इस मामले में दो चीजें हैं प्रथम यह है कि 10 प्रतिशत की दर से अपव्यय को समायोजित करना होगा और दूसरी चीज़ जो हमें यहां करनी है वह यह है कि हमें मानक को अद्यतन करना होगा क्योंकि मानक 20 इकाइयों के स्तर के लिए है और वास्तविक 30 इकाइयों के स्तर पर है इसलिए पहले आपको 20 को बढ़ाकर 30 करना होगा और फिर आपको अपव्यय को समायोजित करना होगा और फिर पता लगाने की कोशिश करनी होगी और जब हम इसे करते है बिना कुछ किए भी यह एक सरल मामला है आप यह जान सकते हैं कि जब आप 20 इकाई का आगत देते है तब अपेक्षित निर्गत 18 इकाई है और यदि आप 30 इकाई का आगत देते हैं तो आपका अपेक्षित निर्गत 27 इकाई है लेकिन चूंकि यह 265 था इसलिए वास्तविक निर्गत के अलोक में मानक को संशोधित करना बहुत जरूरी था और एक बार मानक को संशोधित करने के बाद कोई भी विचरण नहीं होना चाहिए इसलिए इस मामले में एक बार जब आप अब मानक लागत की गणना कर लेते हैं तो हमारे पास मानक सामग्री की मानक लागत 1531 है और सामग्री की वास्तविक लागत है सामग्री की मानक लागत 1531 है सामग्री की वास्तविक लागत 1660 है इसलिए जो विचरण हमने यहां पाया है वह 129 प्रतिकूल है क्योंकि अपेक्षित मानक लागत कम थी वास्तविक लागत अधिक है यानि 129 का नकारात्मक विचरण है जिसे प्रतिकूल या ख़राब कहा जायेगा अब हम अगले विचरण की गणना करेंगे और अगला विचरण है आप इसे सामग्री मूल्य विचरण कह सकते हैं हम सामग्री मूल्य विचरण की गणना करेंगे तो सामग्री मूल्य विचरण क्या है सामग्री मूल्य विचरण का हम यहाँ यह सूत्र उपयोग कर सकते हैं वास्तविक उपयोग गुणा प्रति इकाई मानक मूल्य प्रति इकाई वास्तविक मूल्य तो हम सामग्री A के लिए निकालेंगे यह कितना है सामग्री A के लिए वास्तविक मात्रा क्या है हमें 10 इकाइयों या 10 टन गुणा मानक मूल्य वास्तविक मूल्य प्रति इकाई मानक मूल्य यानि यह स्पष्ट है प्रति इकाई मानक मूल्य प्रति इकाई वास्तविक मूल्य यह बहुत ही सरल है समायोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम वास्तविक मात्रा ले रहे हैं और वास्तविक मात्रा वास्तविक होती है कुछ भी समायोजित करने की आवश्यकता नहीं है और कीमतों में भी बदलाव नहीं होने जा रहा है इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो यह 10 टन है जिसे आप सामग्री ए कह सकते हैं तो अब मानक मूल्य क्या है यदि आप मानक मूल्य लेते हैं तो यह कितना होता है 40 रुपये और यहां क्या है वास्तविक कीमत 30 रुपये है अर्थात अब विचरण कितना है यदि आप सामग्री A के लिए विचरण देखते हैं तो यह कितना होता है यह 400 300 है यह 100 अनुकूल होता है यह एफ है इसी तरह आप सामग्री बी के लिए गणना कर सकते हैं यदि आप सामग्री बी के लिए गणना करते हैं तो यह कितना आता है 30 में से 20 टन वास्तविक मात्रा है मानक मूल्य कितना है मानक मूल्य अब है हमें दिया गया हैं 60 रुपए - 68 रुपए यह कितना है 1200 रुपए और अब 20 गुणा 68 यानी सबको मिलाकर यदि आप हल करते हैं तो यह 160 प्रतिकूल होगा तो ये सब विचरण सामग्री मूल्य विचरण के हैं यानि सामग्री A के लिए 100 है और सामग्री B के लिए 160 है तो अंततः सामग्री मूल्य विचरण 100 रुपए - 160 रुपए 100 अनुकूल है और 160 प्रतिकूल तो यह अंतिम विचरण कितना आएगा यह इतना हो रहा है यह है एक अनुकूल है दूसरा प्रतिकूल है इसलिए मैंने यहां एफ लिख दिया है और मैं यहां यू लिखूंगा अनुकूल और प्रतिकूल विचरण इसलिए यदि आप इसकी गणना करते हैं यानि कुल 160 है जिसकी हमने गणना की है सामग्री B के लिए इसलिए यदि A -B आप ले रहे हैं आमतौर पर आपको A B लेना चाहिए एक अनुकूल है दूसरा नकारात्मक या प्रतिकूल विचरण है तो आखिरकार सामग्री मूल्य विचलन कितना है 60 रुपये यह प्रतिकूल है क्योंकि प्रतिकूल अनुकूल से अधिक है इसलिए शुद्ध परिणाम 60 प्रतिकूल है जिसे आप सामग्री मूल्य विचरण कहते हैं और यह दूसरा विचरण है जिसकी हमें गणना करनी थी इसलिए हमने यह कर लिया अब हम तीसरे विचरण को निकालेंगे जिसे सामग्री उपयोग विचरण कहते है यह एमयूवी है सामग्री उपयोग विचरण यह एमयूवी है इसलिए सामग्री उपयोग विचरण की गणना के लिए हमें अब फिर से उसी स्थिति से निपटना होगा क्योंकि सामग्री उपयोग विचरण का सूत्र क्या है सूत्र है प्रति इकाई मानक मूल्य गुणा मानक मात्रा वास्तविक मात्रा सही है तो अब हमारे पास ए और बी दोनों के लिए प्रति इकाई मानक मूल्य है यह कोई समस्या नहीं है लेकिन मानक मात्रा और वास्तविक मात्रा में अंतर है तो फिर से आपको मानक को संशोधित करना होगा क्योंकि मानक 20 इकाइयों के लिए दिया हुआ है और वास्तविक 30 इकाइयों के लिए दिया गया है इसलिए अगर अपव्यय का मुद्दा नहीं होता तो आप आसानी से 20 को 30 के बराबर कर सकते थे लेकिन यहां अपव्यय के मुद्दे हैं क्योंकि अंत में 30 का प्रतिफल 27 नहीं है यह 265 है इसलिए इस मुद्दे से निपटने के लिए आपको मानक मात्रा को संशोधित करना होगा लेकिन अलगाव में नहीं बल्कि वास्तविक निर्गत के सन्दर्भ में इसलिए हमें पहले ए और बी दोनों सामग्रियों के लिए मानक को संशोधित करना होगा और वास्तविक पहले से ही दिया हुआ है और फिर हमें इस विचरण की गणना करनी होगी तो इस मामले में आप सामग्री ए के लिए कैसे गणना करेंगे सामग्री ए के लिए है प्रति इकाई मानक मूल्य कितना है यहाँ प्रति इकाई मानक मूल्य दिया हुआ है इस मामले में यह 40 रुपये है मानक मूल्य को आप यहाँ पत्रक में जाँच सकते है यह ए के लिए 40 रुपये और B के लिए 60 रूपए है तो यह कितना है यह 40 गुणा मानक मात्रा है यह कितना होगा आपको मानक मात्रा को बढ़ाना होगा यह 8 भाग 18 गुणा 265 है अगर आप यह राशि लेते है तो यह कितना होगा 8 भाग 18 गुणा 265 तो यह कितना होगा हम देखेंगे कि यह कितना होता है और वास्तविक कितना है वास्तविक 10 टन है क्योंकि 30 में से ए का अनुपात 10 टन है अर्थात 8 भाग 18 गुणा 265 यानी 10 टन इसलिए अंततः यदि आप इस विचरण की गणना करते हैं तो यह कितना आएगा यदि आप इस समीकरण को हल करते हैं तो यह 71 रुपये प्रतिकूल आएगा सामग्री ए के लिए 71 रुपये प्रतिकूल और अब इसी तरह से आपको सामग्री बी के लिए इसकी गणना करनी होगी इसलिए सामग्री बी के लिए यह कितना आएगा मानक दर कितनी है मानक दर यहाँ पर यह दिया गया है 60 रुपये हमें दूसरा घटक 12 लेना है और कुल कितना है यह 18 है क्योकि हमारा वास्तविक उत्पादन 18 है क्षमा कीजिये वास्तविक उत्पादन 265 है परन्तु मानक में 18 है अतः 12 भाग 18 न की 12 भाग 20 यह 12 भाग 18 होगा क्योंकि हम वास्तविक निर्गत के आलोक में मानक को संशोधित कर रहे हैं तो यह 265 है और घटाव कितना यह 12 भाग 18 गुणा 265 टन घटाव वास्तविक कितना है हम यहां वास्तविक मात्रा देखेंगे वास्तविक मात्रा यहाँ कितनी है यह 20 टन है वास्तविक मात्रा 20 टन है तो यह वास्तविक मात्रा है और अंत में यदि आप इस विचरण की गणना करते हैं तो सामग्री B के लिए यह विचरण होगा इसे हल करने पर यह 140 आएगा और अंत में यह U होगा यानि प्रतिकूल तो अब आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि सामग्री उपयोग विचरण कितना है यह 71 है और दूसरा कितना होगा 71 140 है इसलिए एक 71 होगा और दूसरा जो हम लेने जा रहे हैं वह है एक क्षमा करे मैं आपके संदर्भ के लिए यहां एक सुधार करना चाहूंगा सुधार यह है कि यह प्रसरण क्षमा करे यदि आप इस विचरण की गणना करते हैं तो यह विचरण अनुकूल होगा यह अनुकूल विचरण है इसलिए यदि आप इस विचरण को लेते हैं तो यह अनुकूल है और फिर अगला 140 रुपये है जो प्रतिकूल है अंततः सामग्री उपयोग विचरण होगा A B है इसलिए सामग्री A के लिए उपयोग विचरण एक है क्षमा करे सामग्री A के लिए उपयोग विचरण 71 है और सामग्री बी के लिए विचरण 140 प्रतिकूल है तो अंत में MUV कितना है यह 169 रूपए है क्षमा करे 169 नहीं केवल 69 69 प्रतिकूल ठीक है तो ये 3 विचरण हैं जिनकी हम अब तक गणना कर पाए हैं दी गई जानकारी से सामग्री लागत विचरण सामग्री मूल्य विचरण और सामग्री उपयोग विचरण ज्ञात हुआ है और अब हम अगले दो विचरणों यानि सामग्री मिश्रण विचरण और सामग्री प्रतिफल विचरण को निकालेंगे सही है तो सामग्री मिश्रण विचरण के मामले में आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है आपको केवल दिए गए मानक सूत्र का उपयोग करना होगा मैंने आपको 3 सूत्र दिए हैं आपको उपयोग करना होगा सबसे पहले आपको यह पता लगाना होगा कि इस स्थिति में कौन सा उपयोगी है और यदि आप मामले में दी गई जानकारी को देखते हैं इस मामले में दी गई जानकारी यह है कि मानक मिश्रण का कुल वजन वास्तविक मिश्रण का कुल वजन और मानक मिश्रण का कुल वजन क्या है तो यहाँ सूत्र क्या है यहाँ सूत्र इसलिए है क्योंकि दोनों वज़न अलग हैं मानक वजन अलग है वास्तविक वजन अलग है मानक वजन 20 टन के लिए है और वास्तविक वजन 30 टन के लिए है इसलिए जब दोनों वज़न अलग होते हैं तो इसका मतलब है कि यह बहुत स्पष्ट है कि तीसरे सूत्र का उपयोग किया जाएगा तीसरे मामले का उपयोग किया जाएगा और तीसरा मामला क्या है तीसरा सूत्र है वास्तविक मिश्रण का कुल वजन भाग मानक मिश्रण का कुल वजन गुणा मानक मिश्रण की मानक लागत वास्तविक मिश्रण की मानक लागत सही है क्योंकि दोनों वज़न अलग हैं मिश्रण के वजन अलग हैं ए के मामले में यह 20 टन है और बी के मामले में यह है आप इसे ए न कहके यह कहे की मानक 20 टन है और वास्तविक 30 टन है तो इसका मतलब है कि हमें यह पता लगाना होगा कि दोनों वजन अलग अलग हैं इसलिए अपव्यय के मुद्दों को समायोजित करने और वज़न दोनों वजन को देखने के बाद अंततः हम सूत्र संख्या 3 को लागू करने जा रहे हैं और सूत्र संख्या 3 में हम उस सूत्र को जानते हैं मैंने अभी आपको बताया था और हमने पहले ही उसे देखा है और हम पहले ही उस सूत्र को सिख चुके है तो इस मामले में तीसरा सूत्र लागू होता है और अब हम सामग्री मिश्रण विचरण की गणना करेंगे तो वास्तविक मिश्रण का कुल वजन क्या है वास्तविक मिश्रण का कुल वजन 30 है 30 टन भाग मानक मिश्रण का कुल वजन यह कितना है 20 टन है अपव्यय का कोई समायोजन यहाँ आवश्यक नहीं है और फिर आपको यहाँ इस तरह करना है यह मानक मिश्रण की मानक लागत है इसलिए हमें मानक मिश्रण की मानक लागत की गणना करनी होगी तो यह कितना है यह होगा मानक मिश्रण की मानक लागत क्या है 8 गुणा 40 और फिर दूसरे मामले में हमें जानकारी दी हुई है इस मामले में यदि आप इस मामले में दी गई जानकारी को देखें तो हमें यह पता लगाना होगा यानि 20 गुणा 30 और 8 टन गुणा मानक मिश्रण की मानक लागत तो यह कितना है 8 गुणा इस भाग के लिए यहां दी गई जानकारी यानि 20 जोड़ दूसरा 12 टन है और किस दर से 60 प्रति टन की दर से 12 टन है अर्थात यह वास्तविक मिश्रण की मानक लागत है सूत्र का दूसरा भाग वास्तविक मिश्रण की मानक लागत है इसलिए यह वास्तविक मिश्रण की मानक लागत गुणा 10 10 मात्रा है और कीमत 40 है और दूसरा भाग क्या है दूसरा भाग 20 टन गुणा 60 है तो यह करीब इतना होगा यानि वास्तविक मिश्रण की मानक लागत तो इसका मतलब है कि वास्तविक मिश्रण का कुल वजन भाग मानक मिश्रण का कुल वजन गुणा मानक मिश्रण और वास्तविक मिश्रण की मानक लागत इसलिए हम ऐसे इसकी गणना करने जा रहे हैं और यदि आप इसे देखते हैं तो यह ऐसा कुछ होगा हमें पहले ही ए की मात्रा दी हुई है 8 और कीमत 40 है बी की मात्रा 12 है कीमत 60 है और वास्तविक के मामले में ए का वजन 10 या और बी की मात्रा 20 है अंत में कीमतें भी दी हुई हैं मानक मूल्य समान रहेगा तो इस मामले में यहाँ क्या हो रहा है यह मात्रा और यह मात्रा अलग है लेकिन कीमतें समान होने जा रही हैं क्योंकि ये वास्तविक उत्पादन की मानक लागत हैं यदि आप इस समीकरण को हल करते हैं जो हमें अब तक मिला है यदि आप उसे हल करते हैं यदि आप इसे हल करते हैं तो यह इतना रूपया आएगा यह कुल इतना होगा और यह इतना घटाव होगा और यह कितना होगा अंत में यह जानकारी सामने आएगी यह मान 1560 घटाव 1600 रुपए निकलेगा तो यह कितना आएगा यह 40 रुपये है और यह अनुकूल या प्रतिकूल है यह प्रतिकूल होने है यह 40 है और प्रतिकूल है अर्थात हमें पता चला है कि सामग्री मिश्रण विचरण कितना है यह 40 है और यह सामग्री मिश्रण विचरण है जो प्रतिकूल है और अब हमें यह पता लगाना होगा कि यह प्रसरण प्रतिकूल क्यों है इसलिए हम 3 विचरण बल्कि 4 विचरण की गणना कर सकते हैं सामग्री लागत विचरण सामग्री मूल्य विचरण सामग्री उपयोग विचरण और सामग्री मिश्रण विचरण सही है अब हमें पांचवें विचरण की गणना करनी है और वह विचरण सामग्री प्रतिफल विचरण है इसलिए फिर से समायोजन की आवश्यकता है क्योंकि मैंने आपको सामग्री प्रतिफल विचरण की गणना के लिए सूत्र दिए हैं मैंने आपको 2 सूत्र दिए और उस मामले में वह सूत्र क्या था सामान्य स्थिति में सूत्र था वास्तविक प्रतिफल गुणा मानक दर मानक प्रतिफल लेकिन चुकी हमें यहाँ मानक को संशोधित करना है क्योंकि वास्तविक प्रतिफल मानक के अनुसार नहीं है यह अलग है इसके 27 होने की उम्मीद थी लेकिन यह 265 हुआ है इसलिए यह समान नहीं है इसलिए हमें यहां यह करना है कि हमें मानक को संशोधित करना होगा और फिर MYV सामग्री प्रतिफल विचरण के सूत्र को लागू करना होगा और फिर गणना करनी होगी अतः मानक दर गुणा वास्तविक निर्गत यानि 265 टन घटाव दिए गए आगत से मानक प्रतिफल हमें उसकी गणना करनी है हम मानक को संशोधित कर रहे हैं और फिर विचरण की गणना करते हैं वह विचरण मैं अगली कक्षा में निकालूँगा और फिर चौथा प्रश्न हल करूँगा